पिछले कुछ सत्रों में हम मानक लागत और विचलन विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको मानक लागत के विभिन्न चरण याद हैं जहां हम मानक निर्धारित करते हैं वास्तविक रिकॉर्ड करते हैं भिन्नताओं की गणना करते हैं और फिर भिन्नताओं का विश्लेषण करते हैं पिछले सत्र में हमने सामग्री लागत भिन्नताओं के बारे में चर्चा की है और समान सूत्र बहुत ही समान सूत्र श्रम और चर ओवरहेड्स के लिए उपयोग किए जाएंगे हमने चर्चा की है कि निश्चित ओवरहेड भिन्नताए हालाँकि कुछ अलग हैं जो हम आज के सत्र में उन मामलों को हल करने जा रहे हैं तो हम ब्रह्मा सीमित पर केस शुरू करते हैं मुझे आशा है कि आपको प्रिंटआउट मिल गया है यह एक बहुत ही छोटा मामला है बहुत छोटी समस्या है इसे ध्यान से पढ़ें और हम निश्चित ओवरहेड भिन्नताओं की गणना करने का प्रयास करेंगे इसलिए यह उल्लेख किया गया है कि 1 महीने में कारखाने में 10000 इकाइयां 15000 के निश्चित ओवरहेड्स जो 15 प्रति इकाई आता है पर निर्धारित की गई है अब महीने के दौरान वास्तविक उत्पादन 11000 था इसका मतलब है यह थोड़ा अधिक है 10 का बजट था लेकिन 11 का उत्पादन किया जाता है और वास्तविक निश्चित ओवरहेड्स हालाँकि वही 15000 है इसलिए हमें निर्धारित ओवरहेड भिन्नताओं की गणना करनी होगी अब सूत्रों पर एक नज़र डालें और यह सोचे कि इसे हल कैसे करना है क्या सबसे पहले कोई ओवरहेड भिन्नता है क्योंकि बजट भी 15000 है वास्तविक भी 15000 है क्या कोई भिन्नता है इसका उत्तर हां में है क्योंकि हम एक प्रणाली का पालन करते हैं जहां ओवरहेड्स को प्रति इकाई के आधार पर अवशोषित किया जाता है इसलिए यदि आप बजट की गणना देखते हैं तो यह 15 प्रति इकाई पर निश्चित ओवरहेड्स देता है क्योंकि इकाइयों की संख्या 11000 तक पहुंच गई है तो ओवरहेड्स अवशोषित हो जाएंगे अर्थात वे ओवरहेड्स जो चार्ज कर लिए गए हैं11000 पर 15 से बढ़ जाएंगे तो कुछ भिन्नताएं हैं मोटे तौर पर निश्चित ओवरहेड्स के तहत 3 भिन्नताए होती हैं एक निश्चित ओवरहेड लागत विचलन होता है जो कि कुल भिन्नता है यह 2 भागों में उप विभाजित होता है तय ओवरहेड व्यय विचलन और निश्चित ओवरहेड मात्रा विचलन तो आइए हम इसे देखने की कोशिश करें मैंने आपको समाधान में यहां सूत्र दिए हैं कृपया इसे एक बार फिर से पढ़ें तो निश्चित ओवरहेड्स विचलन जो कि कुल विचलन है मानक ओवरहेड्स बनाम वास्तविक ओवरहेड्स की गणना पर आधारित है अब मानक ओवरहेड्स वास्तविक आउटपुट पर आधारित हैं मुझे आशा है कि आपको याद है कि हमने सामग्री की समस्या मेंइसे हल किया था किया था तो वास्तविक उत्पादन मानक निश्चित ओवरहेड दर अवधि के लिए मानक ओवरहेड जब हम इसकी तुलना वास्तविक ओवरहेड से करते हैं तो हमें निश्चित ओवरहेड विचलन मिलता है यह कुल विचलन है फिर इसे बजटीय विचलन व्यय विचलन में तोड़ा जाता है जो वास्तविक ओवरहेड और वास्तविक ओवरहेड की तुलना है और मात्रा विचलन जो वास्तविक की बजट से तुलना है क्या आप मुझे समझ रहे हैं इसलिए मोटे तौर पर यह वास्तविक और मानक के बीच का अंतर है कि हमने एक और पहलू डाला है जो कि बजट है अब जब आप वास्तविक और बजट की तुलना करते हैं तो आपको व्यय विचलन मिलता है जब आप मानक और बजट की तुलना करते हैं तो आपकोमात्रा विचलन मिलता है ठीक अब हम पहले कुल विचलन के साथ शुरू करते हैं हमने यह मौखिक रूप से किया है कि जब हमने 11000 इकाइयों का निर्माण किया है वास्तविक उत्पादन 11000 गुना 15 है ये अवशोषित ओवरहेड्स माइनस 15000 हो जाता है इसलिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 11000 गुना 15 माइनस 15000 यह 1500 का अनुकूल विचलन देता है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ओवरहेड का अनुकूल हिस्सा खर्च की वजह से नहीं है यह विशुद्ध रूप से मात्रा की वजह से है क्योंकि बजटित आउटपुट 10000 था लेकिन वास्तविक उत्पादन 11000 हो गया है इसलिए हमने 15 पर 1000 अतिरिक्त इकाइयाँ तैयार की हैं हम उन इकाइयों पर अतिरिक्त 1500 का शुल्क ले सकते हैं लेकिन वास्तविक व्यय अपरिवर्तित रहता है जो कि 15000 पर है इसलिएजहां तक कुल निश्चित ओवरहेडविचलन संबंधित है यह 15000 है 1500 अनुकूल है अब यदि आप व्यय विचलन पर आते हैं तो यह बजट बनाम वास्तविक के बीच का अंतर है मुझे आशा है कि आप इसे हल करने में सक्षम हैं तो बजट 15000 था वास्तव में भी यह 15000 है इसलिए कोई विचलन नहीं है जहां तक व्यय के अनुसार बजट और वास्तविक मिलान का संबंध है वे एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं इसलिए कोई व्यय विचलन नहीं है और अब मात्रा विचलन की गणना करें तो मानक निश्चित ओवरहेड दर यह वास्तविक उत्पादन और बजटीय उत्पादन की एक तुलना है तो १५ एक दर है और हमने 1000 इकाइयां अधिक उत्पादित की हैं इसलिए आपको 1500 अनुकूल विचलन के रूप में मिलते हैं क्या आप मुझे समझ रहे हैं तो यह अनुकूल 1500 प्लस 0 मुझे 1500 देता है वास्तव में ओवरहेड विचलन एक कुल विचलन है जो दो कारणों से टूट गया है एक व्यय से संबंधित कारण है अर्थात कंपनी ने बजट से अधिक या कम खर्च किया है इसलिए यह बजटीय ओवरहेड माइनस वास्तविक ओवरहेड के बीच का अंतर है मैं आपको अधिक स्पष्ट करने के लिए मात्रा विचलन का एक और सूत्र दूँगा मूल रूप से मात्रा विचलन मानक ओवरहेड के साथ बजटीय ओवरहेड की तुलना है मैं इसे बस लिखूंगा शायद आप भी इसे लिख सकते हैं मैं आपको वैकल्पिक सूत्र भी दे सकता हूं कृपया इस वैकल्पिक सूत्र को नोट करें हम मूल रूप से मानक ओवरहेड को वास्तविक ओवरहेड के साथ तुलना कर रहे हैं जिसमें बीच में बजट भी डाला जाता है इसलिए यदि आप बजट की वास्तविक से तुलना करते हैं तो इसे व्यय विचलन कहा जाता है यदि आप बजट के साथ मानक की तुलना करते हैं तो इसे मात्रा विचलन कहा जाता है जो मुख्य रूप से इकाइयों से संबंधित कारणों से या अन्य बाहरी संबंधित कारणों सेहोता है और कुल मिलाकर मानक माइनस वास्तविक है मुझे लगता है कि यह आप को पर्याप्त रूप से स्पष्ट है अब हम एक और मामले पर जाते हैं जो कि महादेव लिमिटेड का मामला है इसमें विवरण थोड़ा अधिक दिया हुआ है तो इसे ध्यान से पढ़ें यह बहुत छोटा है उन्होंने हमें बजट और वास्तविक दोनों उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या प्रदान की है यह 20 बनाम 22 है बजट के अनुसार प्रति आदमी प्रति घंटे का उत्पादन 1 इकाई है हमारे वास्तविक के अनुसार यह 09 है बजटीय ओवरहेड लागत 160 है वास्तविक 168 है प्रति दिन श्रम घंटे बजटीय 8000 है वास्तविक ज्यादा है 8400 ओवरहेड विचलन की गणना कीजिए अब इसे ध्यान से देखें कि सबसे पहले अंतर भिन्नताएं क्या हैं जिनकी हम गणना करते हैं मैं स्पष्टता के लिए अंतिम समस्या पर जाऊंगा हम कुल विचलन की गणना करने जा रहे हैं जो कि निश्चित ओवरहेड है यह व्यय और मात्रा में टूट जाता है मात्रा को आगे और अधिक कारणों से तोड़ा जा सकता है मात्रा का मूल रूप से मतलब वास्तविक उत्पादन है और बजटीय उत्पादन अलग हैं अब इस अंतर के कारण क्या हैं पिछला मामला जो कि ब्रह्मा लिमिटेड का था उसमें और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी लेकिन यहां महादेव लिमिटेड के मामले में कुछ और जानकारी उपलब्ध है इसलिए मात्रा विचलन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पहला भाग उन कार्य दिवसों की संख्या के बारे में है जो योजनाबद्ध दिनों की तुलना में अधिक दिनों के लिए काम किए हैं जिन्हें शुरू में कैलेंडर विचलन कहा जाता है आप देखिए कि प्रति दिन काम किए गए घंटों की संख्या में भी एक अंतर है जिसे क्षमता विचलन के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है कि उन्होंने अधिक क्षमता का उपयोग किया है और योजना के अनुसार प्रति घंटे आउटपुट और वास्तविक आउटपुट के बीच अंतर भी है यह दक्षता के कारण है इसलिए ओवरहेड विचलन को व्यय और मात्रा में विभाजित किया गया है बदले में मात्रा को कैलेंडर क्षमता और दक्षता में विभाजित किया गया है क्या आप मुझे समझ रहे हैं कैलेंडर विचलन दिनों की संख्या में अंतर की वजह से होता है क्षमता विचलन प्रति दिन काम किए गए घंटों की संख्या की वजह से होता है और दक्षता विचलन घंटे के भीतर उत्पादित इकाइयों की संख्या है जो आपने उत्पादित की है यह दक्षता भाग है अब चूंकि यहाँ कई कारक हैं जिससे हमने थोड़ा अलग प्रकार की तालिका बनाई है जो आपके लिए इसे थोड़ा आसान बना सकती है तो बस इस शब्दों को समझने की कोशिश करें पहले देखिए समग्र बजट को मानक लागत माफ कीजिएगा दिए गए उत्पादन के लिए समग्र मानक को मानक निश्चित ओवरहेड्स के मानक लागत के रूप में जाना जाता है संक्षिप्त रूप एसआरएसएच मानक ओवरहेड्स हैं दूसरे छोर पर वास्तविक निश्चित ओवरहेड्स हैं इसे एआरएएच के रूप में दिया गया है एआरएएच का अर्थ है वास्तविक दर और वास्तविक ओवरहेड्स ठीक इनके बीच में तीन कारकों को डाला जाता है एक वास्तविक ओवरहेड्स की मानक लागत इसलिए वास्तविक आउटपुट लिया जाता है लेकिन मानक दर चार्ज किया जाता है इसेएसआरएएच है क्योंकि बजट की गणना एक मानक दर से की जाती है इसलिए एसआर एसआर है इसलिएइस पर वास्तविक दर वसूल की जाएगी समझ रहे हैं अब आपको ज्यादा बताने के बजाय हम देखते हैं कि क्या वर्किंग नोट्स तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि वे हमें अंतिम समाधान तक ले जाएंगे अब सबसे पहले एसआर एक मानक दर है अब यदि आप दी गई जानकारी को देखते हैं तो हमें निश्चित ओवरहेड लागत मालूम है जो कि 160 है और आप जानते हैं कि कार्य दिवसों की संख्या 20 है प्रति दिन श्रम घंटों की संख्या आठ है इसलिए यदि आप 20 को 8 में गुणा करते हैं तो आपको 160 मिलता है और 1 घंटे में 1 इकाई का उत्पादन होता है इसलिए आवश्यक घंटों की संख्या भी 160 है तो 160 भागे 160 इसका मतलब है कि 1 रुपया प्रति घंटा एक मानक दर है आप एक बार फिर से इसकी गणना देख सकते हैं देखिए कि मानक दर बजट की गई है निश्चित ओवरहेड्स भागे बजटीय घंटे आपको आश्चर्य हो सकता है कि इसे मानक क्यों कहा जाता है ध्यान रखें कि मानक दर और बजटीय दर एक समान होती है वास्तव में बजट मानक दर के आधार पर तैयार किया जाता है क्या आपको याद है कि बजट पर चर्चा करते समय हमने देखा है कि बजट मानक दरों पर आधारित होते हैं यही कारण है कि हम दर को नहीं जानते हैं जब वे बजट की गणना करते हैं वे वास्तव में दर से ही शुरू करते हैं यहाँ क्या हो रहा है हम जानते हैं कि बजट ओवरहेड्स जो कि 160 है और बजट घंटों की गणना की गई है जो 160 हैं अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो मैं आपको बस एक बार फिर दिखाऊंगा इस 20 को 8000 गुणा करने पर आपको 160 मिलेंगे अर्थात यह बजटीय श्रम घंटे हैं समझ रहे हैं तो 160000 भागे 160000 तो 1 रुपये प्रति घंटे एक मानक दर है अब अगला आरबीएच है जो संशोधित बजट घंटे है यह संशोधन दक्षता के संबंध में नहीं है क्योंकि यह संशोधन दिनों की संख्या के कारण है आपको एहसास होगा कि यह 160 मैं अभी आपको फिर से वही ले जाऊंगा यह 20 गुना 80000 पर आधारित था तो 1 दिन में हम 8000 घंटे काम करते हैं ऐसे 20 दिन हम काम करते हैं अब चूंकि वास्तव में हमने 22 दिनों के लिए काम किया है इसलिए उस बजट को संशोधित करने की आवश्यकता है इसलिए संशोधित बजट घंटे 22 भागे 20 गुना 160000 हैं इसका मतलब है संशोधित बजट घंटे मान लीजिए कि बाकी सब कुछ सिर्फ इसलिए अपरिवर्तित है क्योंकि हमने 20 दिनों के बजाय 22 दिनों के लिए काम किया है हमने 176000 घंटों तक काम किया होगा तो यह क्या है कुछ भी नहीं बल्कि संशोधित बजटीय घंटे हैं अब अगली गणना एएच आउटपुट की वास्तविक मात्रा है यह 184 गुना 09 है अर्थात 166320 और एक और गणना एसएच मानक घंटों को प्रदर्शित करता है बजट के अनुसार या मानदंडों के अनुसार दर 1 है इसका मतलब है कि 1 घंटा 1 इकाई है यही कारण है कि वास्तविक उत्पादन के आधार पर जो 166320 है उस उत्पादन के लिए मानक घंटे 166320 होने चाहिए क्या आप समझ रहे हैं वास्तव में हमने 184800 से अधिक काम किया है चाहे वे काम करते हों या ना करते हो हम नहीं जानते हैं लेकिन उन्होंने इसे घंटों के संदर्भ में रखा है लेकिन उत्पादन के मामले में यह केवल 166320 इकाइयां है इसलिए मानक घंटे 166320 है समझ रहे हैं अब हम इस 5 आंकड़ों की गणना करने की कोशिश करेंगे देखिए हमें अभी तक ओवरहेड्स की गणना करनी बाकी है लेकिन इन 5 आंकड़ों की सावधानीपूर्वक गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी का काम आपके लिए बहुत सरल है बस विभाजित कीजिए अंतर पता कीजिए और आपको विचलन प्राप्त हो जाएगा तो चलिए पहले वास्तविक से शुरू करते हैं क्योंकि उसे प्राप्त करना बहुत आसान है वास्तव में यहां वास्तविक लागत पहले ही दी जा चुकी है तो एआरएएच है जो मानक दर पर संशोधित बजट घंटे है अब आरबीएच 184800 है अब अंतिम एक एसआरएसएच 166320 है क्या आप समझ रहे हैं अब एक बार यह 5 गणनाएँ हो जाने के बाद आपने इसे न केवलकर लिया है बल्कि समझ भी लिया है ओवरहेड्स की गणना करना बहुत सरल है अब हम प्रत्येक विचलन की गणना करते हैं मैं पांचवें से शुरू कर रहा हूं क्योंकि यह कुल विचलन है इसे निश्चित ओवरहेड बजट विचलन के रूप में जाना जाता है या कभी कभी इसे निश्चित ओवरहेड व्यय विचलन के रूप में भी जाना जाता है तो यह इसके और उसके बीच का अंतर है मानक दर या मानक घंटे और अर्थात इस मानक ओवरहेड्स की तुलना वास्तविक ओवरहेड्स से की जाती है इसलिए एसआरबीएच मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि यह आपके लिए अधिक स्पष्ट हो अब अगला मात्रा के बीच तुलना है इसलिए हमने पहले 160 और 168 की तुलना की है जो हमें 8000 प्रतिकूलता का अंतर देता है जिसे निश्चित ओवरहेड व्यय विचलन के रूप में जाना जाता है अब निश्चित ओवरहेडमात्रा विचलन आपको पता है कि मात्रा इकाइयों में परिवर्तन के कारण है इसलिए हम एसआरएसएच की तुलना है इसलिए यह 166320 बनाम 160000 है अब आप देखेंगे कि हमने अधिक इकाइयों का उत्पादन किया है इसलिए हमें सकारात्मक 6320 का विचलन प्राप्त होता है जो अनुकूल है अब यह 6320 तीन भागों में विभाजित है अब इसके तीन कारण हैं एक तो कैलेंडर पार्ट है कैलेंडर का मतलब है अधिक कार्य इकाइयों की वजह से अधिक कार्य दिनों की वजह से जो कुछ हुआ है इसलिए कैलेंडर विचलन एसआरआरबीएच है तो आप देख सकते हैं कि यह इन दोनों की तुलना है 160 की जगह 176 अवशोषित हो गई थी आपको 16000 अनुकूल मिले हैं एक और कारण क्षमता है इसका मतलब है कि हर घंटे हमने कितना काम किया है हम जानते हैं कि 8000 प्रति घंटे के बजाय हमने 8400 के लिए काम किया है जो इन दो आंकड़ों के बीच का अंतर है एसआरएच के साथ और आखिरी एक दक्षता हिस्सा है इसका मतलब है कि घंटे के भीतर हमने कितना काम किया है कितनी इकाइयां उत्पादित की हैं तो यह एसआरएसएच के बीच अंतर है आप देखेंगे कि यह 18480 है जो बहुत अधिक प्रतिकूल है अब यदि आप दक्षता की तुलना करते हैं अगर आप दक्षता और क्षमता और कैलेंडर जोड़ते हैं तो इन 2 से आपको कुल मात्रा होगी क्या आप मुझे समझ रहे हैं क्योंकि हम मात्रा को तीन कारणों से तोड़ रहे थे क्षमता से संबंधित कारण कैलेंडर से संबंधित कारण और दक्षता से संबंधित कारण इन सभी ने मिलकर एक सकारात्मक प्रदर्शन 6320 दिया है जो अनुकूल है लेकिन खर्च के मामले में यह थोड़ा नकारात्मक प्रदर्शन है क्योंकि हमने 8000 अधिक खर्च किए हैं अब सबको एक साथ लेते हुए यदि आप एसआरएसएस या अन्य शब्दों में कहें तो मानक की तुलना बजट से करते हैं फिर आपको कुल निश्चित ओवरहेड विचलन मिलेगा समझ रहे हैं यह कुल विचलन है इसका मतलब है 166320 के साथ 168000 तो आपको 1680 प्रतिकूल मिलेंगे इसलिए यह कुल मात्रा प्लस व्यय है मुझे आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा हम थोड़ा तेज़ चले हैं लेकिन कृपया और अधिक मामलों को सुलझाने का प्रयास करें और ऐसे फिर यह आपके लिए और अधिक स्पष्ट हो जाएगा इसके साथ ही हम अपना 10 घंटे का पाठ्यक्रम भी पूरा कर रहे हैं मुझे आशा है कि आपने इसे बहुत उपयोगी पाया होगा इसकी चर्चा हमने लागत लेखांकन क्या है प्रबंधन लेखांकन क्या हैइससे की थी फिर हमने देखा है फिर हमने गणना की है जिसे सीवीपी और बीईपी विश्लेषण या सीमांत लागत के रूप में जाना जाता है जो निर्णय लेने के लिए अत्यंत उपयोगी है उसके बाद हमने बजटीय नियंत्रण पर चर्चा की है जो निर्णय लेने के साथ साथ नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोगी है और अंत में हमने मानक लागत पर चर्चा की है जो लागत नियंत्रण उद्देश्यों के लिए एक प्राथमिक तकनीक है कुल मिलाकर लागत और प्रबंधन लेखांकन निर्णय लेने के साथ साथ नियंत्रण के लिए भी उपयोगी होगा मुझे आशा है कि आप चर्चा मंच में बहुत सक्रिय हो जाएंगे अपना प्रश्न रखिए दूसरों के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास कीजिए कृपया लागत लेखांकन पर कुछ मानक पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने का प्रयास करें या आप उन नोट्स को भी देख सकते हैं जिन्हें हम साझा करेंगे ताकि आप अधिक अभ्यास कर सके और आप को एक वैचारिक स्पष्टता होगी और यह स्पष्टता आप अपने वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में उपयोग करने में भी सक्षम होंगे साथ ही कारण को कम करने के लिए और अधिक उद्देश्य और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए यह दोनों छात्रों और स्व नियोजित लोगों के लिए भी उपयोगी होने जा रहा है जो अपने उद्यम या व्यवसाय कर रहे होंगे तो यह आपके लिए एक आजीवन उपयोगी वैचारिक शिक्षा होगी और इसके साथ ही मैं यहां रुकूंगा धन्यवाद